आज के लेक्चर में हम सेकंड ऑर्डर सर्किट रिस्पांस के बारे में बात करेंगे सेकंड ऑर्डर सर्किट का मतलब वह सर्किट जहां तीनों कंपोनेंट जैसे इंडक्टर कैपेसिटर और रजिस्टर हो या दो इंडक्टर अथवा दो कैपेसिटर सर्किट में हो जिनको क्लब करके इक्विवेलेंट इंडक्टर अथवा कैपेसिटर नहीं बनाया जा सकता हो तो ऐसे सर्किट को कैसे हल किया जाए यह हम आज के लेक्चर में देखेंगे तो आइए सेकंड ऑर्डर रिस्पांस के बारे में चर्चा शुरू करें सबसे पहले यह समझने की जरूरत है कि सेकंड ऑर्डर सर्किट क्या है सेकंड ऑर्डर सर्किट की विशेषता यह है कि वह सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से दर्शाई जाती है जब भी हमारे पास कोई सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जो किसी सर्किट को दर्शा रही होगी तो इसका यह मतलब होगा कि वह सर्किट सेकंड ऑर्डर सर्किट है अब हम यह भी कह सकते हैं कि ऐसी सर्किट जिसमें दो स्टोरेज एलिमेंट हो विशेषकर इंडक्टर और कैपेसिटर तो उस सर्किट को सेकंड ऑर्डर सर्किट कहा जाता है क्योंकि उसके रिस्पांस में सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है सेकंड ऑर्डर सर्किट आमतौर पर सीरीज RLC सर्किट या पैरलल RLC सर्किट या ऐसी सर्किट जहां दो स्टोरेज एलिमेंट हो विभिन्न तरह के या एक तरह के एक तरह के से यह मतलब है कि या तो दो इंडक्टर या दो कैपेसिटर हो परंतु उनको इक्विवेलेंट इंडक्टर या कैपेसिटर से दर्शाया ना जा सके को कहते हैं तो ऐसे मामलों में जब आप इक्वेशन लिखेंगे तो वह सेकंड ऑर्डर इक्वेशन होगा अब आइए कुछ उदाहरण देखते हैं ऐसे सर्किट का यह एक सीरीज RLC सर्किट है जो सेकंड ऑर्डर सर्किट है यह भी पैरलल RLC सर्किट है जो कि सेकंड ऑर्डर सर्किट है अब अगर आपके पास दो इंडक्टर हैं जिसको सिंगल इक्विवेलेंट इंडक्टर से दर्शाया नहीं जा सकता तो उसको भी सेकंड ऑर्डर सर्किट माना जाएगा इसी तरह इस केस में आपके पास दो कैपेसिटर हैं जिन्हें इक्विवेलेंट सिंगल कैपेसिटर से दर्शाया नहीं जा सकता इसलिए यह सर्किट भी सेकंड ऑर्डर सर्किट होगी अब पहली चीज जो हमें समझनी होगी की कैसे हम इस तरह की सर्किट में इनिशियल और फाइनल वैल्यू निकालेंगे इनिशियल और फाइनल वैल्यू वोल्टेज एवं करंट की निकालना आसान होता है क्योंकि मूलतः इसे हम निकाल लेते हैं जब हम सर्किट की जांच कर रहे होते हैं t0 और tinfinity पर परंतु इनके डेरिवेटिव का इनिशियल वैल्यू निकालना थोड़ा कठिन होता है इसलिए हमें दो बातें दिमाग में हमेशा रखनी हैं जब भी हम इनिशियल कंडीशन निकालने जाएं पहली यह है कि कैपेसिटर पर वोल्टेज की पोलैरिटी और इंडक्टर से होकर बहने वाली करंट की दिशा का ध्यान रखना है दूसरी यह की कैपेसिटर अपना वोल्टेज अचानक से नहीं बदल सकता इसलिए हम कह सकते हैं की कैपेसिटर के केस में होगा और इसी तरह इंडक्टर भी अपना करंट अचानक से नहीं बदल सकता इसलिए होगा तो जब भी आप इनिशियल कंडीशन निकालने जाएं तो सबसे पहले ऐसे वेरिएबल पर ध्यान दें जो अचानक से नहीं बदल सकती जिसका यह मतलब है कि हम कैपेसिटर के वोल्टेज पर और इंडक्टर से बहने वाली करंट पर ध्यान जरूर दें अब आइए हम अपना पहला उदाहरण लेते हैं जो सोर्स फ्री सीरीज RLC सर्किट का है हम ऐसे सर्किट का सलूशन निकालने की कोशिश करेंगे जिसमें R Lऔर C सीरीज में लगे हो बिना किसी सोर्स के तो हम यह मान लेते हैं की इंडक्टर से बहने वाली इनिशियल करंट है और कैपेसिटर पर इनिशियल वोल्टेज है तो यही दोनों सोर्स की तरह काम करेंगे और सर्किट में करंट इसी के चलते होगा तो हम t0 पर v को लिख सकते हैं क्योंकि यह इनिशियल कंडीशन है इसी तरह iकरंट होगा t0 पर अब अगर इस लूप में KVL इक्वेशन लिखिए जहां हमने यह माना है कि करंट इस लूप में बह रही है तो आप इक्वेशन 3 लिखेंगे इस इक्वेशन से इंटीग्रेशन को हटाया जा सकता है अगर हम इसे डिफरेंटशिएट कर दें टाइम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंटशिएट करने पर आपको इक्वेशन 4 मिलेगा और अगर आप इसे रिअरेंज करें तो आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा जैसा इक्वेशन 4 में दिखाया गया है आप देख सकते हैं कि इसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है इसलिए इस इक्वेशन को सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं अब अगर आपको सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हल करने के लिए दिया जाए तो आपको दो इनिशियल कंडीशन चाहिए अब हमें करंट की इनिशियल वैल्यू पता है जिसका मान है अब अगला हमें फर्स्ट डेरिवेटिव इनिशियल करंट का निकालना है तो आप पर t 0 निकाल लीजिए हमें कैपेसिटर पर वोल्टेज की इनिशियल वैल्यू भी पता है हम उस वैल्यू का भी उपयोग कर सकते हैं जैसा इक्वेशन 1 में दिया है तो आप इसके लिए कौन सा इक्वेशन लिख सकते हैं आप इक्वेशन 5 और 6 लिख सकते हैं जैसा दिया हुआ है अब आपके पास करंट की इनिशियल वैल्यू है और didt की इनिशियल वैल्यू है जिसे आप प्रयोग करके इस इक्वेशन को हल कर सकते हैं अब अगर आप पूर्व में किए गए डिस्कशन को याद करें तो हम लोग सोर्स फ्री RC और RL सर्किट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और वहां से यह निष्कर्ष निकाल चुके हैं कि ऐसे सर्किट का सलूशन एक्स्पोनेंशियल आता है इसलिए इस केस का सलूशन हम मान लेते हैं जैसा इक्वेशन 6 में दिया है तो यहां A और σ कांस्टेंट है जिन का पता लगाना आवश्यक है अब आप क्या करेंगे आप करंट की वैल्यू जैसा हमने इक्वेशन 6 में माना है उसे इक्वेशन 4 में रखेंगे इसका यह मतलब है कि आप इसे दो बार डिफरेंटशिएट करेंगे तब आपको पहला कंपोनेंट मिलेगा जैसा इक्वेशन 7 में दिख रहा है इसी तरह इक्वेशन 7 का दूसरा कंपोनेंट भी निकाल लेंगे इस इक्वेशन को पुनः इस तरह से लिख लीजिए जिससे आपको फाइनल इक्वेशन मिले सब अगर इस तरह के इक्वेशंस के सॉल्यूशन को देखें तो इस केस में टर्म 0 के बराबर नहीं हो सकता क्योंकि यह हमारा शुरुआती अनुमान था सलूशन के लिए इसलिए यह 0 नहीं होगा तो अब हमारे पास सिर्फ दूसरा टर्म बचा जो 0 के बराबर होगा तो हम कहेंगे कि अब हमारा मेन इक्वेशन होगा यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी कहेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इसलिए इसे हम करैक्टेरिस्टिक इक्वेशन मानेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का अब अगर आप इस सेकंड ऑर्डर इक्वेशन को देख रहे हैं तो इस इक्वेशन के दो रूट होंगे तो मान लीजिए यह दो रूट और हैं आप इन दोनों रूट की वैल्यू निकाल सकते हैं जैसा इक्वेशन 9a और 9b मैं दी गई है हमें निश्चित ही इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करना होगा और हल करने पर हमेंऔर मिलेगा तो अब आपके पास यह दो रूट्स हैं जिसे आप और अच्छे तरीके से दिखा सकते हैं आप इसे कैसे दिखाएंगे मान लीजिए कि α और को दर्शा रहे हैं तो अगर आप इसे 2 फैक्टर मान रहे हैं और और की वैल्यू को इस में रख रहे हैं तो आप इसे हल कर लेंगे इक्वेशन 10 की तरह अब इन दोनों रूट्स और को नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहा जाता है और इन्हें Npsec में मापा जाता है को रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी या अनडैंप नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहा जाता है जिसे हम radsec में मापते हैं α डैंपिंग फैक्टर है जिसे हम Npsec में मापते हैं α और ω की वैल्यू इक्वेशन 8 में रखिए जिससे आपको इक्वेशन 8a मिलेगा अब यह यह दर्शाता है कि इसके दो सलूशन हो सकते हैं तो हम क्या कह सकते हैं इसके दो सॉल्यूशन हो सकते हैं जैसा इक्वेशन 12 मैं दिख रहा है तो हमारे पास करंट के दो सॉल्यूशन हैं और अब ओरिजिनल इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन है तो कोई भी लीनियर कंबीनेशन दो भिन्न सलूशन का जैसे और भी इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे तो ऊपर दिए गए इक्वेशन के पूर्ण सॉल्यूशन के लिए हमें एक लीनियर कंबीनेशन चाहिए और का जिसे इक्वेशन 13 द्वारा दर्शाया गया है तो यह पूर्ण सॉल्यूशन होगा इस सेकंड ऑर्डर इक्वेशन का जो कि सीरीज RLC सर्किट से संबंधित है यहां और कांस्टेंट है जिसको हम निकाल सकते हैं करंट i और की मदद से t0 पर क्योंकि यह वैल्यू पहले से ही हमारे पास है तो हम क्या कह सकते हैं जब हम इन इक्वेशन का आपस में तुलना करते हैं तो हम कह सकते हैं कि और रूट्स हैं करैक्टेरिस्टिक इक्वेशन के और हमारे पास 3 तरह के सॉल्यूशन हैं जो और से जुड़े हुए हैं वह सलूशन क्या है पहला जब हो तो सिस्टम ओवरटडैंप कहा जाएगा और जब हो तो सिस्टम क्रिटिकली डैंप कहा जाएगा और जब हो तो सिस्टम अंडरडैंप कहा जाएगा अब आइए हम पहला केस देखते हैं जब सिस्टम ओवरटडैंप है का मतलब है कि होगा हमें यह और की वैल्यू कंडीशन में रखने से मिलेगी जो हमें पहले से ही पता है इस केस में दोनों रूट्स और नेगेटिव और रियल हैं इसलिए इसका रिस्पांस इक्वेशन14 की तरह होगा और करंट i का ग्राफ टाइम t के रिस्पेक्ट में कुछ ऐसा दिखेगा जैसा इस चित्र में दिख रहा है यह ग्राफ घटते घटते 0 तक जाएगा जैसे जैसे टाइम t बढ़ता जाएगा तो इस तरह का रिस्पांस होता है जब हो यानी सर्किटओवरटडैंप हो अब दूसरे केस में जब सिस्टम क्रिटिकली डैंप हो मतलब जब हो तो इस केस में क्या होगा मतलबहम कह सकते हैं इसके लिए सॉल्यूशन होगा

यह सॉल्यूशन नहीं हो सकता क्योंकि जो दो इनिशियल कंडीशन के बारे में हमने देखा था जैसे iऔर यह दोनों कांस्टेंट पर ठीक ठीक नहीं बैठ रहे तो हमारी शुरुआती अवधारणा की सलूशन एक्स्पोनेंशियल होगा वह गलत साबित हुई इस क्रिटिकली डैंप केस में तो अब हम क्या करें अब हम इक्वेशन 16 को दोबारा से लिखते हैं अब मान लीजिए कि जो टर्म इक्वेशन 16 के ब्रैकेट में दी गई है उसको फंक्शन f मान लीजिए तो आप क्या लिख सकते हैं जब आप f की वैल्यू इक्वेशन 16 में रखेंगे तो यह हो जाएगा अब इसका सॉल्यूशन आपको पता है क्योंकि यह फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और हमने ऐसे इक्वेशन देखें हैं जब सोर्स फ्री फ्सीरीज RC और RL सर्किट के बारे में पढ़ा था तो आप इसका सॉल्यूशन लिखेंगे जहां कांस्टेंट है अब अगर आप 17 का ऊपर दिए गए सॉल्यूशन में प्रयोग करें तो होगा इक्वेशन 18 को दोबारा से लिख कर इक्वेशन 19 को पा सकते हैं आपको i की वॉल्यू मिल जाएगी जैसा इक्वेशन 20 में दिख रहा है आप को सिर्फ इसे इंटीग्रेट करना है जिससे आपको एक और कांस्टेंट A2 मिलेगा क्रिटिकली डैंप सर्किट का नेचुरल रिस्पांस सम होता है दो टर्म कर पहला नेगेटिव एक्स्पोनेंशियल टर्म और दूसरा नेगेटिव एक्स्पोनेंशियल टर्म लीनियर टर्म तो इस केस में रिस्पांस कैसा होगा अगर आप ग्राफ बनाएं करंट i को टाइम t के रिस्पेक्ट में तो वह इस चित्र की तरह दिखेगा अब अगर आप t 1α पर देखें तो क्या होगा तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी t 1α पर और यह मैक्सिमम वैल्यू के बराबर होगी जिस का यह मतलब है कि 1 टाइम कांस्टेंट पर यह अपने मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचेगा और फिर धीरे धीरे घटते घटते 0 पर चला जाएगा तो इस तरह का रिस्पांस आपको देखने को मिलता है जब सिस्टम क्रिटिकली डैंप हो अब तीसरा की वह है जब हो जब होता है तब होगा तो इसके रूट्स और होंगे जो इक्वेशन 21a और 21 b मैं दर्शाए गए हैं यहां स्क्वायर रूट 1 को कॉम्प्लेक्स वेरिएबल j से दर्शाया गया है तो आप कह सकते हैं कि और जहां है अब अगर है तो यह फैक्टर हमेशा पॉजिटिव होगा इसीलिए हमने 1 को बाहर लिया है इसलिए यह कुछ और नहीं बल्कि डैंपिंग फ्रीक्वेंसी है और अंडैमप नेचुरल फ्रीक्वेंसी है तो जब आपऔर की वैल्यू को रखेंगे सलूशन में और रिअरेंज करेंगे जैसा इक्वेशन 22 में किया गया है तो आपको करंट का रिस्पांस मिल जाएगा तब आप उस पर यूलर Euler's थ्योरम लगाइए जिससे आपको इक्वेशन 24 मिलेगा और यह करंट का इक्वेशन होगा t के रेस्पेक्ट में अब अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो आप कहेंगे कि सिस्टम में साइन और कोसाइन टर्म और एक्स्पोनेंशियल टर्म भी होंगे तो रिस्पांस कैसा दिखेगा इस केस में अगर आप देखें तो करंट का रिस्पांस एक्स्पोनेंशियलई घटता हुआ दिखेगा क्योंकि यहां एक्स्पोनेंशियल फैक्टर है तो आपको रिस्पांस घटता हुआ एक्स्पोनेंशियलई दिखेगा और साथ में ही sinusoidally वेरी करता हुआ दिखेगा क्योंकि इसमें साइन और कोसाइन टर्म है तो टाइम कांस्टेंट 1α पर रिस्पांस के बराबर होगा जो आप इस चित्र में देख सकते हैं तो इसी के साथ हम अपना आज का लेक्चर बंद करते हैं और हम अपना डिस्कशन जारी रखेंगे अगले लेक्चर में और देखेंगे कि जब हम स्टेप इनपुट लगाते हैं RLC सर्किट में तो यह कैसा रिस्पांस देता है धन्यवाद